वापस स्वागत है सुप्रभात और आज हम ऊर्जा संरक्षण और वेस्ट हीट रिकवरी पर अपने पाठ्यक्रम के निरंतर भाग में जा रहे हैं हम थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे हमने पहले ही इस पर 2 व्याख्यान दिए हैं तो आज हम क्या करेंगे हम आपको एक थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए जाने वाले हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सीधे ऊष्मीय ऊर्जा को परिवर्तित कर सकते हैं जो हमारे लिए उपलब्ध है और इस पाठ्यक्रम के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वेस्ट हीट रिकवरी के बारे में तो हम कहते हैं कि हमारे पास वेस्ट हीट का एक स्रोत है या हमारे पास ऊष्मीय ऊर्जा का एक स्रोत है अन्यथा जहां वेस्ट हीट होती है और हम उस ऊर्जा के कुछ हिस्सों को परिवर्तित कर सकते हैं और इसे अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं सब ठीक है इसलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूं या किसी अन्य का उल्लेख करना चाहता हूं बस एक अतिरिक्त बात यह है कि हमने कैसे देखा कि एक थर्मोइलेक्ट्रिक मॉड्यूल में इन एनपी जोड़े या पीएन जोड़े थर्मोइलेक्ट्रिक जोड़े की एक श्रृंखला शामिल है और जो श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और फिर ऊपर और नीचे हमारे पास सिरेमिक प्लेटों के कुछ जोड़े हैं जो उन्हें सैंडविच बनाते हैं और इन सामग्रियों को अब थर्मोइलेक्ट्रिक मॉड्यूल का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है जो कि हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित किया गया है और यह उसी तरह से किया जाता है जैसा कि हमने देखा था कि हमारे पास N और P प्रकारों की एक श्रृंखला है जिसमें हमारे पास गर्मी है यह ऊष्मा का एक स्रोत है जो अंदर आ रहा है इसलिए यह अधिक गर्म तापमान पर है और दूसरा छोर ठंडे तापमान पर है और हम जो कह रहे हैं वह यह है कि हम ऐसा करते हैं जो विद्युत प्रवाह को बढ़ावा दें सकेगा एक अवरोधक के माध्यम से प्रवाह जो कि बाहर है और इस तरह से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम हैं अब रिवर्स भी संभव है मान लें कि हमारे पास एक थर्मोइलेक्ट्रिक मॉड्यूल है और हम विद्युत प्रवाह को उस तरीके से प्रवाहित करने के लिए बाध्य करते हैं जो यहाँ पर दिखाया गया है फिर क्या होता है यह एक विद्युत प्रवाह है जो जंक्शनों पर तापमान प्रवणता को बढ़ावा देता है और जिसके परिणामस्वरूप एक प्रतिकूल तापमान प्रवणता पर ऊष्मा को हटाना संभव है जो निम्न तापमान से ऊष्मा को हटाने या ऊष्मा को स्थानांतरित करने के लिए है जो कि यहाँ दिखाया गया है और हम इसे कहां देखते हैं अन्यथा हम इसे एक रेफ्रिजरेटर में देखते हैं जो आप जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर जो हम देखते हैं वह यह है कि हम रेफ्रिजरेटर में जिस तरह से कर सकते हैं यह काम करता है हम लगातार तापमान को कम तापमान से ऊष्मा को दूर करने में सक्षम होते हैं हम रेफ्रिजरेशन चैम्बर के अंदर से गर्मी निकाल रहे हैं जो कम तापमान पर है और इसे बाहर के परिवेश में निकाल देता है जो उच्च तापमान पर थर्मो इलेक्ट्रिक्स कार्य कर सकता है केवल इस मामले में एक ही कार्य इस मामले में विद्युत ऊर्जा थर्मोइलेक्ट्रिक मॉड्यूल के लिए इनपुट है और तापमान अंतर आउटपुट है लेकिन हमारे ध्यान में है कि हम ऊर्जा उत्पादन के लिए जो देख रहे हैं वह तापमान अंतर एक कारण है और विद्युत ऊर्जा जो हम इससे बाहर निकलते हैं वह प्रभाव है इसलिए मैंने सोचा कि थर्मो इलेक्ट्रिक्स के अन्य प्रमुख अनुप्रयोगों को जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है जो कि एक रेफ्रिजरेटर या एक कूलर के रूप में है जहां यह अनुसंधान किया जा रहा है और कई अनुप्रयोग में इस्तेमाल किया जा रहा है अब हम थर्मोइलेक्ट्रिक जेनरेशन पर चलते हैं जिसका उपयोग एक इंजन के रूप में किया जाता है जो बाएं हाथ के कार्टून के रूप में उपयोग किया जाता है तो चलिए हम इस पर गौर करते हैं अगर हमने आखिरी बार देखा और फिर से हम N और P प्रकार की एक ही जोड़ी लेंगे और इस विन्यास का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे तो आइए हम प्रदर्शन के लिए थोड़ा विश्लेषण करें इसलिए हम जो करेंगे वह है ऊर्जा संतुलन के साथ शुरू करने के लिए तो आइए हम एक ऊर्जा संतुलन बनाते हैं लेकिन इससे पहले कि हम जिस स्रोत के बारे में बात करेंगे उसे अलग अलग शब्दों में देखें हम जूल गर्मी के बारे में बात करेंगे तो मुझे कहने दो जूल गर्मी क्या है तो जूल की गर्मी Qj है इसे Qj के रूप में लिखें और यह I2 R होने वाला है हम जानते हैं कि I2 R हीटिंग और फिर हम इसे I2 के रूप में लिखेंगे और हमारे पास R क्या है यह प्रतिरोध है जो 2 सेमीकंडक्टर्स 2 सेमीकंडक्टर्स द्वारा एक N प्रकार और P प्रकार की पेशकश की जाती है तो R पर A शाही है इसलिए हम इसे P जंक्शन के लिए ρP LP AP और N जंक्शन स्पष्ट के लिए ρN LN An लिखेंगे इसलिए भविष्य में कई बार हम इस पूरी बात को कैपिटल R के रूप में निरूपित कर सकते हैं इसलिए मैं अभी इसे परिभाषित करना चाहता हूं अब यह मान लेना उचित है तो मुझे उस नोट को यहां या कम से कम मौखिक रूप से बता देना चाहिए कि यह मान लेना उचित है जूल गर्मी को बाहर निकाला जाता है बराबर मात्रा में 2 जंक्शन पर गर्म जंक्शन और ठंडे जंक्शन पर यह 2 जंक्शनों पर समान रूप से अलग हो जाता है अतः मैं उचित मानूंगा कि Qj 2 जंक्शनों पर समान रूप से गर्मी को बाहर निकाला गया है इसलिए अगर ऐसा ही है तो एक बार फिर से हमें यह देखने दें कि हमने बाहरी या बाहरी प्रतिरोध को RL के रूप में परिभाषित किया है विद्युत I है QH गर्मी कि आपूर्ति की जाती हैं और गर्मी ठंडे जंक्शन पर जिसे बाहर निकाला जाता है QC के रूप में है तो QH QC परिभाषित किया गया है हम जानते हैं और हम देख रहे हैं कि क्या हम थर्मोइलेक्ट्रिक मॉड्यूल को संचालित करते हैं जो अतिरिक्त ऊर्जा की शर्तें हैं जो हम पूरा करने जा रहे हैं तो दूसरा हम इसे चालक गर्मी के रूप में कहेंगे या QC पहले से ही Q ठंडा है तो ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी सामग्री के पार अगर हम एक तापमान प्रवणता लागू करते हैं तो ऊष्मा का प्रवाहकत्त्व सही होगा क्योंकि कोई पूर्ण ऊष्मा का इन्सुलेटर नहीं होगा हालाँकि कम या हालाँकि यह उच्च है इसलिए हम चालक गर्मी को लिखने जा रहे हैं Qcond बराबर है जो कि यह बार ऊष्मीय चालकता है जो कि Q KA dt dx है तो इसलिए मैं इसे KP के रूप में लिखूंगा जहां K तापीय चालकता AP LP KN AN LN है ये उसमें ऊष्मीय चालकता हैं जैसे ये विद्युत प्रतिरोध हैं इसलिए ऊष्मा चालन ऊष्मा स्थानांतरण के हमारे मूल ज्ञान से हम जानते हैं कि ऊष्मा Q बराबर ΔT से K गुना पार अनुभागीय क्षेत्र है जिसके पार इस लंबाई में ऊष्मा का संचालन होता है तो फिर से मुझे बस जल्दी से लिखने दो यह जंक्शन है यह लंबाई L है तो N और P के लिए यह तदनुसार होगा यह N की लंबाई और P की लंबाई होगी इसलिए फिर कभी कभी बाद में हम इसे K के रूप में उल्लेख कर सकते हैं तो हमारे पास जूल गर्मी है हमारे पास चालक गर्मी है यहाँ एक तीसरा है जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो वास्तव में थर्मोइलेक्ट्रिक प्रभाव से आ रहा है और यह पेल्टियर गर्मी था याद करो कि पेल्टियर प्रभाव क्या था पेल्टियर प्रभाव को कहा गया या पेल्टियर ऊष्मा को पेल्टियर प्रभाव ने कहा कि जूल की ऊष्मा के ऊपर और ऊपर ऊष्मा की एक अतिरिक्त मात्रा होती है जिसे हम पेल्टियर ऊष्मा कहते हैं जिसे जंक्शनों को आइसोथर्मल रखने के लिए हटाया जाना चाहिए या अवशोषित किया जाना चाहिए इसलिए हम यह बताने जा रहे हैं कि QP Q पेल्टियर के रूप में और पेल्टियर प्रभाव से हमें क्या पता है कि हम जानते हैं कि यह 𝜋P N के बराबर है जो वर्तमान से होकर गुजरता है सही और फिर से यह हो सकता है αP N I T के बराबर दिखाया गया है और यह T जंक्शन के आधार पर TH या TC हो सकता है इसलिए इन परिभाषाओं के साथ हम आगे क्या करेंगे हम वास्तव में ऊर्जा संतुलन करेंगे तो चलिए गर्म जंक्शन से शुरू होने वाले पहले ऊर्जा संतुलन के लिए चलते हैं इसलिए गर्म जंक्शन हम ऊर्जा संतुलन को लिख सकते हैं क्योंकि QH प्लस QH फिर से याद है कि यह गर्मी इनपुट है तो यह है कि क्या आ रहा है और क्या है इनपुट में हमने कहा कि जूल गर्मी का आधा हिस्सा वहां खत्म हो गया है तो QG का आधा हिस्सा और क्या निकल रहा है गर्म जंक्शन से बाहर जाने से मुझे योजनाबद्ध तरीके से वापस लाने में मदद मिलेगी तो QH एक इनपुट है Qj एक इनपुट है जो यहाँ से बाहर जा रहा है चालक की ऊष्मा गर्म जंक्शन से ठंडे जंक्शन तक होगी तो मैं इसे Q चालक के रूप में लिखूंगा और यह गर्म जंक्शन क्या है इसलिए इस प्रकार तापमान को बनाए रखने के लिए पेल्टियर गर्मी को लगातार दूर रखना पड़ता है ताकि वें TH पर तापमान बनाए रखे तो QP तो हम इसे पुनर्व्यवस्थित करते हैं मैं अब यहां थोड़ी तेजी से जाऊंगा तो यह Q चालक प्लस Q पेल्टियर माइनस Qj का आधा होगा और हम इसे αPN I TH K -12 I2R के रूप में लिख सकते हैं याद रखें K R हमने पहले ही परिभाषित कर दिया है मुझे माफ करना इन की तरह 2 तो यह वास्तव में QP है और यह वास्तव में Q चालन है यह वास्तव में Qp है तो यह इसके बराबर है लेकिन मुझे आशा है कि आप समझेंगे तो हमें QH के लिए एक अभिव्यक्ति मिली है जो इन विभिन्न मापदंडों के एक फ़ंक्शन के रूप में गर्मी इनपुट है इसलिए मुझे वह बॉक्स करना चाहिए क्योंकि हम बाद में इसका उपयोग करने जा रहे हैं तो यह एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति होने जा रही है दूसरा एक ठंडा जंक्शन होगा तो इसी तरह ठंडे जंक्शन में हम क्या कर सकते हैं जो ठंडा जंक्शन पर आ रहा है क्यू कंडक्ट को गर्म जंक्शन से दूर की जाने वाली गर्मी के कारण ठंड जंक्शन पर आ रही है तो यह एक इनपुट है कि फिर से पेल्टियर प्रभाव पेल्टियर हीट को आना होगा क्योंकि पहले की तरह तापमान प्लस आधा Qj में बनाए रखने के लिए गर्मी को अवशोषित करना पड़ता है और जो बाहर जा रहा है वह QC है तो इसे फिर से हम लिख सकते हैं QC αPN I TH K 12 I2R के रूप में निकलेगा यदि हम गणित करते हैं तो हमें यह मिलेगा तो यह मेरी दूसरी महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है इसलिए मुझे गर्म जंक्शन के लिए आने वाली गर्मी के लिए एक अभिव्यक्ति मिली है और जो गर्मी सामग्री के संदर्भ में तापमान के संदर्भ में विभिन्न मापदंडों के संदर्भ में ठंड जंक्शन में विघटित हो रही है जो सामग्री के संदर्भ में बह रही है चालकता और प्रतिरोधकता के साथ साथ सीबेक गुणांक है इसलिए मुझे क्या करना है मुझे यह पता लगाना है कि विद्युत ऊर्जा या विद्युत काम की मात्रा क्या है जो मैं इस थर्मोइलेक्ट्रिक मॉड्यूल से बाहर निकाल सकता हूं और जो होने वाला है वह विद्युत गुना प्रतिरोध है माफ़ कीजियेगा I2R विद्युत वर्ग गुना RL है तो हम यह लिखते हैं कि नीचे लिखें और इसलिए प्राप्त विद्युत ऊर्जा या कार्य VL I होने जा रहा है यह लोड वोल्टेज है I और जो कि QH QC होने जा रहा है जो ऊष्मागतिकी का पहला नियम है इसलिए VL वोल्टेज लोड गुना I है यदि आप अब दोनों अभिव्यक्तियों का उपयोग करते हैं जो हम पहले प्राप्त करते हैं कि यह खूबसूरती से आ जाएगी तो बहुत सी चीजें रद्द हो जाएंगी और यह तापमान अंतर के रूप में α के रूप में निकलेगा I2R इसलिए इसलिए क्षमा करें αPN गुना I है तो इसलिए यह क्या है तो इसलिए हम VL के रूप में भी लिख सकते हैं जिस तरह से मैं I RL एक तापमान अंतर से α गुना बराबर है माइनस I क्योंकि विद्युत धारा में से एक रद्द कर देता है और मुझे RP RN के रूप में लिखने देता है इसलिए RP जैसा कि हम जानते हैं कि हमने परिभाषित किया है कि RP है ρP LPAP और इसी तरह RN है ρN LN AN स्पष्ट है तो इसलिए यह जो देता है वह मुझे देता है जो विद्युत प्रवाह है जो इसके माध्यम से बह रहा है वह αPN माफ कीजिएगा RP RN बाहरी प्रतिरोध RL होने जा रहा है तो विद्युत प्रवाह इस पर निर्भर करता है कि एक अभिव्यक्ति है जो सभी स्वतंत्र परिवर्तनशील को कैप्चर करता है जिस पर विद्युत प्रवाह इस पर निर्भर करेगा भौतिक गुणों पर निर्भर करेगा क्योंकि सीबेक गुणांक αPN एक भौतिक संपत्ति है यह तापमान अंतराल पर निर्भर करेगा इसलिए उच्च तापमान अंतर अधिक है कि हम इसे प्राप्त करने जा रहे हैं और साथ ही P और N सामग्री के P और N जंक्शनों के विद्युत प्रतिरोधों के आयामों पर भी निर्भर होने जा रहे हैं तो विद्युत प्रतिरोध सामग्री भाग प्रतिरोधकता से आता है लंबाई और पार अनुभागीय क्षेत्र से ज्यामिति का हिस्सा बनता है और अंत में अंतिम लेकिन यह सूची नहीं है कि यह इस बात पर भी निर्भर करने वाला है कि बाहरी भार जो मैं N डाल रहा हूं तो इन सभी मापदंडों पर विद्युत प्रवाह निर्भर करता है यह एक बार फिर से भौतिक गुणों पर निर्भर करता है और साथ ही साथ देखने के गुणांक के संदर्भ में पी और एन जंक्शनों के विद्युत प्रतिरोधक क्षमता यह ज्यामितीय गुणों और लंबाई और ज्यामितीय आयामों पर निर्भर करता है P और N जंक्शनों या P और N तत्वों के अनुभागीय क्षेत्र को पार करते हैं मुझे खेद है और अंत में खेद है कि यह तापमान के अंतर पर भी निर्भर करता है बहुत महत्वपूर्ण और अंत में बाहरी भार स्पष्ट है इसलिए आगे हम जो करेंगे वह यह है कि हम अपना विश्लेषण जारी रखेंगे और कहेंगे कि हम TEG की दक्षता की गणना कैसे करते हैं हम इसकी गणना कैसे करते हैं तो आइए लिखते हैं कि एटा जो सामान्य रूप से निरूपित किया जाता है या जो दक्षता को निरूपित करने के लिए उपयोग किया जाता है ईटीए का TEG क्या होगा दक्षता की मूल परिभाषा कार्य आउटपुट है जो कि WL विभाजित ऊर्जा इनपुट जो कि QH है यहां हम एक और बात भी लिखेंगे कि ƞ एक थर्मोइलेक्ट्रिक डिवाइस के लिए कारनोट TH होने वाला है जिसे हम इसको जानते हैं तो यह कारनोट दक्षता होने जा रही है और थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर दक्षता निश्चित रूप से इस से बहुत कम होगी लेकिन इस बिंदु पर हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए और बाद में हम इसका उपयोग करने जा रहे हैं इसलिए मैं आगे क्या करने जा रहा हूं यह एक गणितीय अभ्यास होगा मान लो कि m प्रतिरोध अनुपात के बराबर है और इसे RL RP RN के रूप में परिभाषित किया गया है तो जो थर्मोइलेक्ट्रिक तत्वों के थर्मल आंतरिक विद्युत प्रतिरोधों द्वारा विभाजित बाहरी प्रतिरोध है इसलिए मैं लिख सकता हूं कि जो विद्युत है वह αPN 1𝑚 RP RN होने वाला है इसलिए बाहरी काम WL I2 RL होने जा रहा है और आप इसे दिखा सकते हैं α2PN 2 1 m2 RP RN2 RL है जो mRP RN है इसलिए बहुत सारी चीजें रद्द हो जाएंगी और आखिरकार हमारे पास जो भी होगा वह m से विभाजित 1 M2 α2 2 होगा यह दुर्भाग्यवश RP RN से विभाजित नहीं होता है इसलिए हम जो करेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर की दक्षता WL QH होने जा रही है जो कि हम वही कर रहे हैं जो हमने WL के लिए अभिव्यक्ति पाया और QH द्वारा विभाजित किया जिसके लिए हमने पहले एक अभिव्यक्ति प्राप्त की थी तो यह WL के लिए मेरी अभिव्यक्ति है और QH के लिए यह मेरी अभिव्यक्ति थी सिवाय इसके कि मैं इन m परिभाषाओं में से कुछ का उपयोग करने जा रहा हूं इसलिए मैं R को RP RN और इसी तरीके से यदि आप वह सब करते हैं और मैं इसे एक अभ्यास के रूप में आपके पास छोड़ दूंगा तो आप अंत में प्राप्त कर लेंगे इस तरीके से TH TC प्रति बार इस तरीके से एक अभिव्यक्ति एक लंबी अभिव्यक्ति होगी भाजक अंश सुगम होने जा रहा है यह सिर्फ एक मीटर है भाजक कुछ इस तरह दिखेगा 1 m 05 TH RK जो फिर से RP RN गुणा KP KN है जिसे αPN2 1m2 विभाजित किया गया है TH से यह ऐसा दिखेगा अब इस अभिव्यक्ति को देखने के लिए कुछ समय व्यतीत करें TH TC TH क्या था अगर आपको याद है कि यह कारनोट दक्षता है इस बार मेरे पास एक कारक है जिसमें बहुत सारे गुण शामिल हैं जो तापमान अंतर के साथ साथ निरपेक्ष तापमान गर्म जंक्शन भी शामिल है इसमें प्रतिरोधों और चालन के माध्यम से सामग्री और ज्यामितीय गुण शामिल हैं और इसमें बाहरी भार और उस बाहरी भार का प्रतिरोध भी शामिल है जिसे हमने इस शब्द m के माध्यम से स्पष्ट किया है तो इसलिए दक्षता भौतिक गुणों पर निर्भर करती है कि हम जिस सामग्री का उपयोग कर रहे हैं वह तापमान के अंतर के साथ साथ पूर्ण तापमान पर भी निर्भर करता है और यह बाहरी भार पर भी निर्भर करता है जिसे हमने डाला है अधिकतम दक्षता हमें इनमें से प्रत्येक को आज़माने और अनुकूलित करने की आवश्यकता है इसलिए एक अंतिम बात जो हम यहां करेंगे वह यह है कि यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है मैं इस शब्द को केवल सर्कल करूंगा तो मैं इसे परिभाषित करने जा रहा हूं कि इसे Z या z शब्द से परिभाषित करें तो Z वास्तव में αPN2 KP KNRP RN है तो यह वास्तव में Z पर एक है तो यह 1 z हो जाता है तो यह योग्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है जब हम थर्मोइलेक्ट्रिक के बारे में बात करते हैं यदि आप जाते हैं और किसी को भी बताते हैं कि मैं थर्मोइलेक्ट्रिक के साथ काम कर रहा हूं तो वे आपसे पूछेंगे कि ZT का मान और Z क्या है आमतौर पर उस ZT से बाहर का यह पैरामीटर T होता है आमतौर पर या तो होता है गर्म जंक्शन का तापमान या 2 Z का माध्य तापमान जैसा कि आप देखेंगे कि केल्विन के आयाम विद्युत शून्य से एक हैं यही कारण है कि ZT इसे गैर आयाम रहित बनाने के लिए महत्वपूर्ण है और यह निर्भर करता है कि यह भौतिक गुणों का एक कार्य है और ज्यामिति और अधिक महत्वपूर्ण रूप से भौतिक गुण क्योंकि ज्यामिति आप कर सकते हैं या आप उपयोग कर सकते हैं इसलिए इसलिए हम इस व्याख्यान को इस अभिव्यक्ति द्वारा समाप्त करेंगे इसलिए मैं कहूंगा कि थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर की दक्षता को कार्नोट दक्षता TH गुना m विभाजित 1 m - 05 TH 1m2 ZTH किया गया है थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर में सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियों में से एक है इसलिए जैसा कि हम देखते हैं कि दक्षता कई प्रकार के मापदंडों पर निर्भर करती है जिसे हमने अभी देखा है और यहाँ हमने बहुत कुछ महत्वपूर्ण परिभाषित किया है जो कि केल्विन के एक से अधिक आयाम वाले गुण Z का आंकड़ा है इसलिए आज हमने कुछ विश्लेषण करने के साथ शुरुआत की और हम कोशिश कर रहे हैं और हमने जो किया वह एक अभिव्यक्ति के साथ आया लेकिन ऊर्जा संतुलन के साथ हम एक थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर की दक्षता के लिए एक अभिव्यक्ति के साथ आए गुण जिसके आयामों के साथ साथ इसके सर्किट गुणों के एक समारोह के रूप में गुण इस अर्थ में कि बाहरी रूप से मैंने जो भार डाला है उसका प्रतिरोध क्या है इसलिए अगली कक्षा में हम जो करते हैं वह है हम इस अभ्यास को पूरा करेंगे और हम थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर को लपेटने का प्रयास करेंगे इसलिए फिर से उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया सीखा है और हम अगली कक्षा में इस सीख को जारी रखेंगे